अभी तक हमने 2 उदाहरण को देखा है और यहां से आप यह अनुमान लगा सकते हैं हर एक पद को वर्णन करने में कितना समय लगता है लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करें वर्णन में आप पर छोड़ता हूं मैं केवल 1 या 2 स्थिति में मैं वर्णन करूंगा क्योंकि अगर हर एक चीज का मैं वर्णन करूं तब आप इसे बहुत तरीके से उपयोग नहीं कर पाओगे इसलिए एक या दो चीज को मैं छोड़ दूंगा उदाहरण के लिए इस उदाहरण में मैं एक विशेष चीज को आप पर छोड़ दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ मैं हर एक चीज को विस्तार में देता हूं और मैं आपको एक हिंट भी दूंगा लेकिन आपको पता करना है कि कारण क्या है उदाहरण के लिए यह उदाहरण को लेते हैं एक सिंगल फेज 50 hz ट्रांसमिशन लाइन होरिजेंटल क्रॉस आर्म पर स्थित है तथा कंडक्टर के बीच की दूरी 4 मीटर है एक टेलीफोन लाइन को भी सममित रूप से पावर लाइन के नीचे रखा गया है जैसा कि चित्र 14 में दिखाया गया है तो हमें इन दोनों सर्किट के बीच का म्युचुअल इंडक्टेंस तथा टेलीफोन लाइन के प्रत्येक किलोमीटर में प्रेरित वोल्टेज को पता करना है यदि पावर लाइन में धारा 120 एंपियर हो अब मूल रूप से यह सिंगल फेज लाइन है तो यह 2 कंडक्टर है इसमें धारा आ रही है और इसमें वापस जा रही है इसी कारण से यहां धारा I तथा यहां I है इसका मतलब एक धारा पृष्ठ के अंदर जा रही है तथा दूसरी तरफ पृष्ठ से बाहर आ रही है तो पावर लाइन के इन दो कंडक्टर के बीच की दूरी 4 मीटर है और यह दोनों टेलीफोन लाइन के करीब है तो इस कंडक्टर से दूरी d1 और इससे d2 है और इस प्रकार यह d1 और यह d1 आपस में समान है और यहां से यहां तक लंबवत दूरी 2 मीटर है लेकिन अब हमें पहले d1 और d2 को पता करना है और इस टेलीफोन लाइन में प्रेरित वोल्टेज को पता करना है तो पहली चीजें d1 है और आपको दूरी d1 पता करना है यह 2 मीटर है यह लंबवत दूरी 2 मीटर है थोड़ा इंतजार कीजिए मैं आपके लिए इसे आसान करता हूं तो यह कंडक्टर P2 है एक लंबवत रेखा खींचता हूं जो 2 मीटर है और यहां से टेलीफोन लाइन है तो इस स्थिति में इन दो टेलीफोन लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर है और सममिति से यह दूरी 15 मीटर है और यहां से यहां के बीच यह 2 मीटर है इसका मतलब यहां से यहां यह 15 मीटर है यह 2 मीटर है और यह d2 है इस प्रकार d2 2 का वर्ग जोड़ 15 का वर्ग के पूरे का वर्गमूल बराबर 625 का वर्गमूल बराबर 25 मीटर है वह d2 नहीं है d1 है यह d1 है तो यह d1 25 मीटर है इसी प्रकार से जब आप d2 की गणना करते हैं तो यह 2 मीटर है पहले के जैसा ही और यहां से यहां 15 मीटर और 1 मीटर यानी 25 मीटर है तो यह भाग यहां से यहां के बीच 2 मीटर है और यहां से यहां 05 मीटर तो यहां से यह दूरी 25 मीटर है मेरा मतलब अगर आप इसे लेते हो थोड़ा इंतजार कीजिए यह आपका P2 है यह आपका 2 मीटर है बढ़िया आपकी टेलीफोन लाइन है यह T1 है तो यह दूरी 25 मीटर और यह 2 मीटर है और यह d2 है ऐसा क्यों है 25 मीटर यहां से यहां से यहां 4 मीटर है तो यहां से यहां यह 2 तथा इन दोनों टेलीफोन लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर है इसलिए यहां से यहां 05 इसलिए 25 तो d2 वास्तव में 2 का वर्ग 25 का वर्ग लगभग 32 के बराबर है तो पहले आपको इन दूरियों की गणना करनी है तब आपको उस टेलीफोन लाइन T1 के फ्लक्स लिंकेज की गणना करनी है इसलिए T1को मैं लिखता हूं 04605 I log 1 भागा d1 I log 1 भागा d2 यह टेलीफोन लाइन T1 की फ्लक्स लिंकेज है तो दोनों के लिए आपको धारा का ध्यान रखना है यहां पर यह I है तथा यहां I इसलिए T1 इतना आएगा मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर इसी प्रकार से T204605 I log d1 भागा d2 मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर प्राप्त होगा तो मैं यह लिख रहा हूं आप समझ चुके हैं की एक धारा I तथा दूसरी I है अब टेलीफोन सर्किट की कुल फ्लक्स लिंकेज T बराबर T1 T2 है यहां पर का चिन्ह क्यों है यह मैं आप पर छोड़ रहा हूं यह समीकरण 2 है अब T बराबर T1 T2जोकि 0921 I l log d2 भागा d1 मिली वेबर टर्न प्रति किलोमीटर है तो थोड़ा बहुत मैंने आपके कल्पना शक्ति पर छोड़ दिया है तो इसका मतलब अब हम म्युचुअल इंडक्टेंस को पता करते हैं म्युचुअल इंडक्टेंस m बराबर T I इसलिए यह 0921 log d2d1 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है अब d2 32 d1 25 यहां प्रति स्थापित करने पर 00987 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर प्राप्त होता है इसलिए टेलीफोन सर्किट में प्रेरित वोल्टेज jmI जहां m म्युचुअल इंडक्टेंस है तो वास्तव में यह म्यूच्यूअल रिएक्टेंस है इसलिए VTबराबर j m I I की मान 120 एंपियर दी हुई है और हम केवल परिमाण को लिख रहे हैं इसलिए j को हटा दिया गया है इसलिए 2 5000987क्योंकि यह मिली में है इसलिए 10 का पावर 3 120 क्योंकि धारा का मान 120 एंपियर है वोल्ट प्रति किलोमीटर इस तरह टेलीफोन लाइन में प्रेरित वोल्टेज 372 वोल्ट प्रति किलोमीटर यह उत्तर है उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे अब अगला यह भी आप की मूल अवधारणा से है और यह एक प्रश्न के जैसा ही है लेकिन यह कुछ सिद्धांत के जैसा है तो आइए उदाहरण 4 देखते हैं तो आंतरिक त्रिज्या r1 तथा बाहरी त्रिज्या r2 वाले एक खोखले कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस का सूत्र पता करना है और साथ ही साथ खोखले कंडक्टर से बनी हुई सिंगल फेज लाइन के इंडक्टेंस का व्यंजक प्राप्त करें जहां कंडक्टर के बीच की दूरी D है तो पहला खोखले कंडक्टर का इंटरनल इंडक्टेंस है हमने ठोस कंडक्टर के इंटरनल इंडक्टेंस को देखा है जो ½ 10 7हेनरी प्रति मीटर है लेकिन यहां हमें खोखले कंडक्टर के इंटरनल इंडक्टेंस को पता करना है तो यह खोखले कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन व्यू है इसकी आंतरिक त्रिज्या r1 है तथा बाहरी त्रिज्या r2 मैंने एक दूरी x ली है और एक छोटा सा क्षेत्र dx भी लिया है तथा लंबाई 1 मीटर है तो मैंने आपको बताया था की क्षेत्र फल dx 1 वर्ग मीटर होगा अब समीकरण 14 का उपयोग करते हैं जो एंपियर के नियम से आता है x दूरी पर Hxबराबर Ix2x यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अब समीकरण 15 का उपयोग करते हैं हम या परिकल्पना कर रहे हैं कि धारा घनत्व समान है इसका मतलब x दूरी पर IxI इसलिए x दूरी पर क्षेत्रफल पाई x का वर्ग घटाओ पाई r1 का वर्ग यानी पाई x का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग तो समीकरण 15 से हम लिख सकते हैं Ix बराबर x का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग भागा r2 का वर्ग घटाओ r 1 का वर्ग गुने I इस प्रकार Ixको यहां प्रतिस्थापित करने पर Hxबराबर x का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग गुने एक भागा 2 x गुने I अब वापस से समीकरण पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही यहां लिख दिया है की समीकरण 18 और 19 के उपयोग से हमें डिफरेंशियल फ्लक्स लिंकेज d फाई x बराबर म्यु नोड गुने Hxगुने dx वास्तव में मुझे dx गुने 1लिखना चाहिए था क्योंकि लंबाई 1 है लेकिन इन चीजों से हम पहले भी परिचित हो चुके हैं लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए Hxगुने dx गुने 1 नहीं लिख रहे हैं इस प्रकार dx फ्रेक्शनल टर्न रेशियो है और यह x का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग गुने d फाई x के बराबर है तो पहले हमने फ्रेक्शनल टर्न रेशियो के बारे में बात की है चुकी यहां भी फ्लक्स लिंकेज आंतरिक है इसलिए यह आंशिक पद है पहले हमने x का वर्ग भागा r का वर्ग लेकिन यहां खोखला कंडक्टर है इसलिए यह पद आ रहा है फिर गुने d फाई x यह समझने योग्य है क्योंकि ठोस कंडक्टर के लिए यह x का वर्ग भागा r का वर्ग था वहां पर r1 r2 नहीं थे केवल एक त्रिज्या r थी लेकिन इस स्थिति में यह खोखला कंडक्टर है यह आंशिक पद d फाई x है तो यह फ्लक्स लीकेज है यह d फाई x जो म्यु नोड गुने Hxगुने dx है को यहां प्रतिस्थापित करते हैं तथा Hxको यहां प्रतिस्थापित करते हैंतो इस तरह अंत में dx बराबर म्यु नोड गुने x का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग का संपूर्ण वर्ग गुने I भागा 2 x गुने dx तो समाकलन करने पर क्योंकि यह खोखला कंडक्टर है इसलिए यह r1 से r2 होगा समाकलन का काम आपका है मैं आपको अंतिम व्यंजक प्रदान कर रहा हूं यह समाकलन काफी आसान है आप इसे आसानी से कर सकते हैं आपको इसको केवल वर्ग के पद में तोड़ना है और फिर x से भागा करना है फिर समाकलन करना है तो इस स्थिति में आपको म्यु नोड गुने I भागा 2 गुने r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग का संपूर्ण वर्ग ब्रैकेट में ¼ गुने r2 का पावर 4 घटाओ r1 का पावर 4 घटाओ r1 का वर्ग गुने r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग जोड़ r1 का पावर 4 गुने प्राकृतिक लॉग ln r2r1 वेबर टर्न प्रति मीटर यह आंतरिक फ्लक्स लिंकेज लेम्डा है इस स्थिति में Lintint भागा I है तो यह I यहां नहीं होना चाहिए तो सरलीकरण के बाद हमें या व्यंजक प्राप्त हुआ तो यह व्यंजक कुछ ऐसा होगा Lint½ गुने 10 का पावर 7 गुने 1 भाग r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग का संपूर्ण वर्ग और ब्रैकेट में यह सभी पद तथा इनका मानक इकाई हेनरी प्रति मीटर है इस को पुनः सरल किया जा सकता है तो यह 005 भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग का संपूर्ण वर्ग ब्रैकेट में यह सभी पद इनका मानक इकाई मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है तो समीकरण 27 को उपयोग करने पर हम Lextजिसका हमने पहले ही वर्णन कर लिया है अगर आप इसे वापस जाकर देखें 2 गुने 10 का पावर 7 प्राकृतिक लॉग ln D भागा r2 हेनरी प्रति मीटर और इसको मैंने लिखा है 04605 log D भागा r2 के बराबर है क्योंकि इस व्यंजक में प्राकृतिक लॉग आ रहा है इस लिए हमने इसे log मे परिवर्तित नहीं किया है तो यह भाग का उपयोग नहीं होगा केवल प्राकृतिक लॉग का उपयोग होगा तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं मतलब Lint तथा Lextको तो सिंगल फेज खोखले कंडक्टर का इंडक्टेंस प्राप्त होगा इस तरह L बराबर 02 r2 का वर्ग जोड़ r1 का वर्ग भागा 4 r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग जोड़ r1 का पावर 4 भागा r2 का वर्ग घटाओ r1 का वर्ग का संपूर्ण वर्ग प्राकृतिक लॉग ln r2 भागा r1 जोड़ प्राकृतिक लॉग ln D भागा r2 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर तो यह आंतरिक इंडक्टेंस का व्यंजक है और यह संपूर्ण इंडक्टेंस का व्यंजक तो यह खोखले कंडक्टर का कुल आंतरिक इंडक्टेंस है इस तरह कंडक्टर के खोखले होने पर व्यंजक पूरी तरह बदल जाता है तो यह दूसरा उदाहरण है मुझे आपके लिए बहुत सारे उदाहरण को लेना होगा वरना आपको समस्या होगी मेरा मतलब विभिन्न प्रकार के प्रश्न से है तो चित्र 16 में दिखाए हुए डबल सर्किट 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसपोज्ड है का इंडक्टेंस प्रति किलोमीटर पता करना है कंडक्टर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो यह वास्तव में ट्रांस्पोज है और यह विन्यास a bc तथा a'b 'c' है a और c' तथा a' और c के बीच की दूरी 75 मीटर है और यह लंबवत ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है और यहां भी यह 4 मीटर है तथा कुल 4 4 8 मीटर है अन्य सभी दूरियां जैसे कि d1d2d3d4 कि आपको गणना करनी है तो d1 बराबर 75 दिया हुआ है फिर d4 बराबर 9 मीटर है मैं आपको बता रहा हूं यहां यह 75 मीटर है तथा यह भाग 075 है और यह भाग 075 है इसलिए d4 बराबर 75 जोड़ 075 जोड़ 075 बराबर 9 मीटर है इसी प्रकार d2 या भाग 75 जोड़ 075 और यह 4 इस प्रकार d2 बराबर 4 का वर्ग जोड़ 75 जोड़ 075 का संपूर्ण वर्ग का वर्गमूल इस प्रकार dbb2 बराबर 917 मीटर क्योंकि पहले आपको सभी दूरियां को पता करना है फिर उससे आपको दूसरी दूरी D पता करनी है यह सममित है इसलिए a b और c'b और b c और a'b' यह सभी दूरियां सममित है इसलिए आपको D पता करना है और यह ऊंचाई 4 मीटर है यह भाग 075 वह भी 075 है इसका मतलब D बराबर 4 का वर्ग जोड़ 075 का वर्ग इस कारण से D बराबर 4 का वर्ग जोड़ 075 का वर्ग संपूर्ण का पावर आधा बराबर 407 मीटर इसी प्रकार d3 d3 मतलब यह तो यहां यह 75 और यहां से यहां यह 8 है इसका मतलब d3 बराबर 8 का वर्ग जोड़ 75 का वर्ग का संपूर्ण पावर आधा है तो यह 1096 मीटर है r बराबर 2 सेंटीमीटर यानी 002 मीटर है तो सबसे पहले आप सभी दूरी को ज्ञात करते हैं उसके बाद समीकरण 71 का उपयोग करते हैं इसलिए DabDbcDcaका पावर ⅓ यह सममित है इसलिए Dabमतलब फेज a और b पहले भी आपने इस व्यंजक को देखा है इसी तरह Dca भी तो इस तरह अगर आप Dab लेते हैं तो यह d गुने D d2 का पावर 4 चार चीजें यहां आएगी D d2 D d2 D d2 D d2 का पावर 1 भागा 4 और अंत में यह D d2का पावर ½ क्योंकि यह b2 है और फेज a और b में सभी चार संभावनाएं है a से b a से b' फिर इसी प्रकार a'b' इसलिए Dab और Dab यह सभी समान हैं इसी प्रकार db' और a'b' भी समान है यह चार बार आएंगे इसलिए पावर ¼ इसलिए Dd2 का पावर ½ 407 गुने 917 का पावर12 यानी 611 मीटर इसी प्रकार a b b c सममित है इसलिए Dbc भी Dd2 का पावर 1 भागा 2 6 11 मीटर अब Dca फिर से यह Dd1 गुने Dd1 का पावर ¼ लेकिन अंत में यह Dd 1 का पावर ½ बचेगा क्योंकि D दो बार आएगा d1 भी दो बार आएगा इसीलिए हम सीधे Dd1 का पावर ½ लिख सकते हैं अब खुद से भी देख सकते हैं हमने बहुत सारी चीजों को सीखा तो यह 88 गुने 75 का पावर ½ इसलिए 774 मीटर तो DabDbcDca को हमने प्राप्त किया अब Deq बराबर DabDbcDca का पावर ⅓ तो ab bc ca के मान को यहां प्रतिस्थापित करने पर Deqबराबर 6611 मीटर प्राप्त होगा अब अगला समीकरण है समीकरण 73 का उपयोग करकेDs बराबर DsaDsbDscका पावर ⅓ अब आप खुद से फेज a फेज bफेज c की सेल्फ GMDपता करें तो r'd3 का पावर 12 इसी प्रकार Dsb भी और यह r'd4 होगा क्योंकि b से b' की दूरी d4 है इसलिए यह r'd4 है इसी प्रकार Dsc r'd3 का पावर ½ क्योंकि c से c' की दूरी d3 है इसलिए r'd3 का पावर ½ होगा तो इस प्रकार DsaDsbDscको गुना करने पर r'd3 गुने r'd4 का पावर ½ प्राप्त होगा इस प्रकार Ds बराबर DsaDsbDscका पावर ⅓ प्राप्त होगा जो r'd3 गुने r'd4 का पावर 12 के समस्त पावर ⅓ है इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करने पर यहां r' 077 88 r हैतथा r 002 है तो यहां सरलीकरण के बाद हमें Ds 04 मीटर प्राप्त होता है तो हमें Deq और Ds प्राप्त है अब हम सीधा सूत्र का उपयोग करेंगे जिससे इंडक्टेंस बराबर 04605 log Deq भागा Ds मिली हेनरी प्रति किलोमीटर प्राप्त होगा इसलिए 06098 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर तो यह उत्तर है अब अगला उदाहरण कम्पोजिट कंडक्टर के लिए है हमने इंडक्टेंस का व्याख्यान देखा है लेकिन यहां भी हमें यह प्राप्त करना है मैंने एक छोटा उदाहरण दिया है अगर मैं बड़ा उदाहरण लेता तो उसमें बहुत ही ज्यादा गणना की आवश्यकता होती है तो सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस प्राप्त करें जिसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन कंडक्टर जाने की दिशा में है जाने की दिशा मतलब आप धारा की दिशा को पृष्ठ के अंदर जाते हुए मान रहे हैं तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वापस आने वाले कंडक्टर है जिनको चित्र 7 में दिखाया गया तो पहले गणितीय व्याख्यान के लिए x कंडक्टर के समूह तथा y कंडक्टर के समूह को लिया है सूत्र में हमने x समूह के लिए n कंडक्टर y समूह के लिए m कंडक्टर लिया है तथा कुल संभावना n गुने m है तथा प्रत्येक समूह के लिए जैसे समूह x के लिए n कंडक्टर है इसलिए n गुने n यानी n का वर्ग संभावनाएं और समूह y के लिए इसी समूह के अंदर m गुने m यानी m का वर्ग लेकिन म्यूच्यूअल n गुने m होगा तो यह कम्पोजिट कंडक्टर x है और यहां abc कंडक्टर है मतलब यहां n बराबर 3 है और यहां 2 कंडक्टर है इसलिए m बराबर 2 है a से a' की दूरी 6 मीटरa से b की दूरी 4 मीटरb से c की दूरी 4 मीटर है और आपको इंडक्टेंस पता करना है तो उस बिंदु पर जाने से पहले मैंने यहां समूह x के लिए n बराबर 3 तथा समूह y के लिए m बराबर 2 लिखा है तथा परस्पर संभावना है m गुने n है तो आप सभी दूरी की गणना करें Dca 8 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग का वर्गमूल बराबर 10 मीटर फिर Dcb4 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग का वर्गमूल बराबर 721 मीटर तथा सभी Daa Dab Dba Dbbदी हुई है समीकरण 54 का उपयोग कर पहले आप mn वा वर्गमूल प्राप्त करें तथा Dmम्यूच्यूअल दूरी है जिसकी सभी संभावना है Daa Dab अगला Dba Dbb है तथा अगला हम Dcbऔर Dcaलेंगे म्यूच्यूअल दूरी के सभी संभावनाओं का पावर 1mn होगा जहां m 2 है तथा n 3 है यह लिखा हुआ है कि mn बराबर 6 लेकिन सीधे तौर पर मैंने यहां 6 नहीं लिखा है मैंने सिर्फ m n को लिखा है उसके बाद मैं यहां mn बराबर 6 रख रहा हूं इसलिए अब Dmकी गणना कैसे करें यह चीज अब स्पष्ट हो जाएंगी इन सभी मान को आप यहां रखें तो आपको 7162 मीटर प्राप्त होगा इसी प्रकार Dsxका उपयोग कर x समूह के सेल्फ GMD को प्राप्त करेंगे तो समीकरण 55 का उपयोग करने पर Daaजो बाद में r' होगा फिर Dbbफिर Dacइसके बाद b यानी DbaDbbDbc फिर c को लेते हैं जो DcaDcbDccतो यह सभी 9 गुणनफल है चुकी n बराबर 3 है चुकी Daa बराबर Dbb बराबर Dcc है इसलिए मैं इन सब को rxलिख रहा हूं यह मानते हुए कि समूह x के कंडक्टर की त्रिज्या rxहै और rx07788 rxके बराबर है rx 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यह rxवास्तव में 0015576 मीटर हुआ और अब इन सभी दूरी को यहां रखने पर आपको Dsx0011576 का घन गुने 4 का पावर 4 गुने 8 का वर्ग का संपूर्ण पावर 1 भागा 9 प्राप्त होगा और अगर आप पावर को देखें तो 2 4 यानी 6 3 9 है आपको यह देखना है कि यह इससे मेल खा रहा है या नहीं यह परिमाप सही है इसका मतलब चीजें सही है अगर आप गणना में गलती करना नहीं चाहते तो आपको इसे देखना जरूरी है तो यह 0734 मीटर है तो समीकरण 53 का उपयोग करने पर समूह x के लिए Lxबराबर 045 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है अब म्यूच्यूअल स्थिति के लिए यह Dmसमान रहेगा जब आप Lyगणना करोगे केवल Dsy में बदलाव होगा यहां आपके पास चार कंडक्टर माफ करिएगा दो कंडक्टर है तो इस स्थिति में Dsy DaaDabDbaDbbहोगा तो यह Daa ryके बराबर है और समूह y के कंडक्टर की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है इसलिए यह r' है इसलिए 07788 r'भागा 100आपको इसे मीटर में बदलना होगा तो यह 152 है इसलिए Dsyइन सभी मान को यहां रखने पर 003152 4 का पावर ½ क्योंकि यह दोबारा आएगा और यह भी दोबारा आएगा है इसलिए 0353 मीटर इसका मतलब अभी से सूत्र का उपयोग करने पर जिसमें Dmसमान रहेगा तो 04605 log Dmभागा Dsyयानी 04605 log 7162 भागा 0353मिली हेनरी प्रति किलोमीटर तथा हल करने पर हमें Ly0602 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर प्राप्त होगा तथा कुल इंडक्टेंस 1057 मिली हेनरी प्रति किलोमीटर है यहां से आपने देखा जब समूह में कंडक्टर की संख्या ज्यादा होती है तब इंडक्टेंस 0455 से कम होता है क्योंकि यहां तीन कंडक्टर और यहां दो कंडक्टर हैं तो यदि आप ज्यादा कंडक्टर रखोगे तो इंडक्टेंस कम हो जाएगा और इस प्रकार रिएक्टेंस भी